नमस्कार विद्यार्थियों तोपिछली कक्षा में हम समतल सतह और डायरेक्शनल डेरिवेटिव पर उदाहरणों का समाधान कर रहे थे तोसमतल सतह पर हमने कुछ ऐसे उदाहरणों का समाधान करने की कोशिश की जिनमें हम नॉर्मल स्पर्श तल और कुछ ऐसी ही चीजों को ज्ञात कर सके तो मैंने वहां पर आपको 1 या 2 उदाहरण बताएं और बाकी की समस्याएं हूबहू उसी तरह से ज्ञात की जा सकती है तो आप कुछ किताबों पर भी नजर डाल सकते हैं जोकि संदर्भ में सूचीबद्ध है और मैं कुछ उदाहरणों का समाधान करने की कोशिश करूंगी हम कुछ समस्याओं को आपकी असाइनमेंट शीट मैं भी डालने की कोशिश करेंगे ताकि आप उनका अभ्यास कर सकें और हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव पर कुछ और उदाहरणों का समाधान करने की कोशिश करेंगे तो आज मैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव पर एक और उदाहरण का समाधान करवाऊंगी ताकि आपको यह धारणा अच्छे से समझ आ सके और फिर हम अपने अगले विषय की ओर बढ़ जाएंगे जोकि मूल रूप से सदिश कैलकुलस के व्यवहारिक गणित या यांत्रिका मे अनु प्रयोग पर आधारित है तो इस प्रसंग में पढ़ना बहुत ही रोचक रहेगा तो आइए अब हम इस खंड की डायरेक्शनल डेरिवेटिव पर आखिरी उदाहरण शुरू करते हैं तो फंक्शन 𝜑𝑥 𝑦 𝑧 𝑥𝑦𝑧 4 का दिए गए बिंदु 222 पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव ज्ञात कीजिए इस दिशा में 𝑖̂ 𝑗̂ 𝑘̂ तोइसका समाधान कुछ इस प्रकार है तोहम जानते ही हैं के जब हमें कोई अदिश फंक्शन 𝜑𝑥 𝑦 𝑧 या 𝑓𝑥 𝑦 𝑧 दिया गया होता है तो सबसे पहले हम उसका ∇⃗ 𝜑 या ∇⃗ 𝑓 ज्ञात करते हैं

अबहमारा दिया गया दिशा सदिश या दिया गया सदिश या मैं इसको दिशा सदिश कहना ही पसंद करुंगा क्योंकि हमें सदिश की दी गई दिशा में ही डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मूल्य ज्ञात करना है तो दिया गया सदिश𝑎⃗ बराबर होगा जो हमारे पास है जोकि 𝑖̂ 𝑗̂ 𝑘̂ है

तोआपकी मनचाही डायरेक्शनल डेरिवेटिव या हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 𝐷𝐷 𝐷𝜑𝑃 ∇⃗ 𝜑𝑃 𝑎̂ 4𝑖̂ 𝑗̂ 𝑘̂ 1 √3 𝑖̂ 𝑗̂ 𝑘̂ 4 √3 1 2 1 2 1 2 4 √3 3 4√3 तोयह हमारे दिए गए अदिश फंक्शन 𝜑 का दिए गए सदिश 𝑖̂ 𝑗̂ 𝑘̂ की दिशा में मन चाहा डायरेक्शनल डेरिवेटिव है और हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव को ज्ञात करने के लिए अपना पारंपरिक तरीका ही अपनाएंगे और इस तरह से हम फंक्शन 𝜑 का डायरेक्शनल डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे तो मैं यहां डायरेक्शनल डेरिवेटिव के उदाहरणों के साथ समाप्त करूंगी क्योंकि मैं जितना हो सकता था उतनी उदाहरणों को करवाने की कोशिश की है और अब हम अपने अगले विषय की ओर बढ़ जाएंगे जो यह मूल रूप से एक अनु प्रयोग है या कुछ अनु प्रयोग सदिश कैलकुलस का यांत्रिकी और प्राथमिक डिफरेंशियल ज्योमेट्री में तो अब हम स्पर्श नॉर्मल बायनॉर्मल की धारणा को याद करेंगे यहां एक बहुत ही अच्छा सूत्र है जिसको सेरिट फ्रेंनेट सूत्र कहते हैं जिसमें यह दर्शाया जाता है कि कैसे हम दिए गए बिंदु P पर नॉर्मल स्पर्श और किसी वर्क की बायनॉर्मल को आपस में जोड़ सकते हैं तो अब हम इन विषयों की तरह बढ़ जाएंगे और आज हम प्राथमिक से शुरुआत करेंगे इस अंतर को कैसे कह सकते हैं ऐसे ज्यामितीय अवधारणा और फिर हम स्पर्श नॉर्मल और बायनॉर्मल धारणाओं की ओर बढ़ जाएंगे तो मूल रूप से आज हम सेरिट स्पर्श नॉर्मलबायनॉर्मल सेरिट फ्रेंनेट सूत्र से शुरुआत करेंगे तो आज हम इससे शुरुआत करने जा रहे हैं तो इससे पहले कि हम स्पर्श नॉर्मलबायनॉर्मल को शुरू करें उससे पहले हम इसकी मूल परिभाषा को समझ लेते हैं और किसी वर्क की पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन से हमारा क्या भाव है हम अंतरिक्ष मे किसी वर्क को कैसे परिभाषित करते हैं और फिर हम धीरे धीरे इन विषयों की ओर बढ़ जाएंगे तो मुझे वापस मेरे नोट पैड की और जाने दीजिए तोअब अंतरिक्ष में किसी वर्क से हम क्या समझते हैं तो अंतरिक्ष में एक वर्क इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है मूल रूप से एक वर्क उन बिंदुओं का कुल है जिनके निर्देशांक किसी अकेले चरराशि के फंक्शन है तो फिर समीकरण 𝑥 𝑥𝑡 𝑦 𝑦𝑡 𝑧 𝑧𝑡 अंतरिक्ष में एक वर्क को दर्शाती है और चरराशि t को पैरामीटर कहते हैं और प्रत्येक t के मूल्य के लिए एक निश्चित सीमा के साथ तोt की एक निश्चित सीमा है मान लीजिए 𝑎 ≤ 𝑡 ≤ 𝑏 जहां पर 𝑎 𝑏 ∈ ℝ t के प्रत्येक मूल्य के अनुरूप वर्क का एक निश्चित बिंदु Pxyz है तो उदाहरण के लिए अगर हम लिखना चाहें इसे कैसे कह सकते हैं मान लीजिए यह वर्क है 2 डायमेंशनल अंतरिक्ष में और वह 3 डाइमेंशनल अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं मैं सिर्फ व्याख्या के लिए इस उदाहरण की बात कर रही हूं तो मान लीजिए हमारा वर्क C मूल रूप से एक वृत्त है तो अंतरिक्ष में मैं सूत्र का उपयोग करके इस वर्क को कैसे लिखूंगी तो मैं लिख सकती हूं 𝑥 𝑥𝑡 तो 𝑥𝑡 मान लीजिए cos 𝑡 है और 𝑦 𝑦𝑡 sin 𝑡 है और मैं जान सकती हूं 0 ≤ 𝑡 ≤ 2𝜋 तो अगर हम चुने 𝑡 0 हमारे पास है 𝑥 cos 0 और 𝑦 sin 0 तो मूल रूप से 10 बेशक यह 10 बिंदु वृत्त पर मौजूद है तो मैं चुन सकती हूं 𝑡 𝜋 2 और फिर इस दिशा में 𝑥 cos 𝜋 2 0 𝑦 sin 𝜋 2 1 फिर बिंदु 01 वृत्त पर मौजूद होगा और इसी तरह से आगे तो इसका मतलब t के प्रत्येक मूल्य के लिए हमारे पास एक अद्वितीय बिंदु P होगा तो अद्वितीय तो नहीं परंतु t के प्रत्येक मूल्य के लिए यह मौजूद रहेगा तो इस तरह से वहां वर्क पर एक बिंदु P मिलेगा क्योंकि 𝑡 2𝜋 के लिए असल में हमें बिल्कुल वैसा ही बिंदु प्राप्त होगा तो 𝑡 2𝜋 और t0 के लिए हमें बिल्कुल एक जैसा बिंदु प्राप्त हो रहा है तोt के प्रत्येक मूल्य के लिए वहां एक निश्चित बिंदु है तो उस वर्क पर निश्चित तौर पर हमारे पास एक बिंदु है और पैरामीटर t के कुछ मूल्य के लिए हमें वर्क पर वह बिंदु प्राप्त हुआ तो प्रत्येक t के लिए t कि एक निश्चित सीमा है और प्रत्येक t के लिए दी गए वर्क पर हमें एक बिंदु प्राप्त होगा और वह वर्क मूल रूप से अंतरिक्ष में एक वर्क कहलाती है हमारे पास एक गोला 𝑥2 𝑦2 𝑧2 1 भी हो सकता है और फिर हमारी समीकरण बदल जाएगी तो यह होगी cost sint और फिर cost तोcos t cos t cos t sin t और फिर दोबारा तो मूल रूप से हमें 2 अलग अलग चरराशि इस्तेमाल करनी होगी तोउस मामले में यह cos t होगा और फिर कुछ और चरराशि तो गोले के लिए यह cos t sin t और फिर हमारे पास cos t होगा तो मूल रूप से आपको विचार मिल गया होगा कि हमें इसको कैसे तैयार करना है तो x cos 𝑡 sin 𝑡 और फिर 𝑦𝑡 cos 𝑡 cos 𝑡 और फिर 𝑧𝑡 sin 𝑡 तो फिर उस मामले में 𝑐𝑜𝑠2 𝑡 1 होगा तो फिर एक गोले के लिए आप दिए गए वर्क का एक सूत्र बता सकते हैं तो यह एक तरीका था अंतरिक्ष में वर्क की व्याख्या बताने का अगर वह दिया गया असल में एक गोला है और पैरामेट्रिक है इसे एक पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन भी कहा जा सकता है अगर यह एक गोला है फिर यह इसी तरह बताया जाएगा अगर यह एक वृत्त है तो फिर यह कुछ इस तरीके से बताया जाएगा अब अगर हम अंतरिक्ष में वर्क पर एक वृत्त चाहते हैं मान लीजिए 3 d में फिर हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते 𝑥 cos 𝑡 𝑦 sin 𝑡 𝑧 0 हैं अब हमारे पास 3 डाइमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है तो यह फिर से अंतरिक्ष में एक वर्क है जहां पर z0 है तो यह सब मूल रूप से कुछ चालें है तो हमारे पास एक 2 डाइमेंशनल वृत्त है और अगर आप इसे 3 डायमेंशनल में दर्शाता हैं फिर मूल रूप से z का अवयव 0 होगा तो आप सिर्फ यह लिखें 𝑧 0 और 𝑥 cos 𝑡 𝑦 sin और यह आपकी अंतरिक्ष में वर्क होगी जिसका z अवयव 0 होगा तो इस तरह से हम अंतरिक्ष में वर्क को लिख सकते हैं अब हमारे पास अंतरिक्ष में एक वर्क है अब असल में मुझे इसे कुछ अच्छे वाक्य में लिख लेने दीजिए तो सदिश की भाषा में एक वर्क को एक समीकरण 𝑟⃗ 𝑓⃗𝑡 की तरह दर्शाया जा सकता है तो मूल रूप से किसी सदिश का समीकरण अंतरिक्ष में कुछ 𝑟⃗ 𝑓⃗ 𝑡 की तरह लिखा जा सकता है तो आइए हम अपना वृत्त का मामला लेते हैं तो उदाहरण के लिए उस वृत्त के मामले के लिए मैं 𝑟⃗ 𝑓⃗ 𝑡 लिख सकती हूं और f के 3 अवयव है

असल में यह t का फंक्शन है और इसीलिए मैं इसे f लिख रही हूं तो𝑓⃗ एक सदिश फंक्शन है किसी अदिश परिवर्तनशीलता का तो आपने हमारा वृत्त देखा जिसे 𝑟⃗𝑓⃗ लिखा जा सकता है तो वेक्टर्स की भाषा में असल में एक वर्क को 𝑟⃗𝑓⃗ समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है तो मुझे एक चित्र बना लेने दीजिए तो अगर मैं एक चित्र बनाती हूं तो मैं इसको लिखने में भी कामयाब रह सकती हूं तो यह मेरी x अक्ष है यह मेरी y अक्ष है यह मूल है z अक्ष है और मान लीजिए यह हमारे f का वर्क है तो यह मेरा वर्क 𝑓⃗ है और मान लीजिए यह बिंदु 𝑃𝑥 𝑦 𝑧 है यह मेरा बिंदु 𝑄𝑥 𝛿𝑥𝑦 𝛿𝑦 𝑧 𝛿𝑧 है तो इन्हें सबसे बुरा बनाने जा रही हूं और यह मेरा एक अगला सदिश है तो वहां हमारा सदिश 𝑂𝑄⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 𝑂𝑃⃗⃗⃗⃗⃗ और यह हमारा सदिश P से Q तक होगा तो यह 𝑟⃗ है और 𝑟⃗𝛿𝑟⃗ है अब मैं 3 स्थाई दिशाएं 𝑖̂𝑗̂ और 𝑘̂ चुन रही हूं अब मैं इन्हें अच्छे शब्दों में भर रही हूं तो3 दिशाएं आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है इसका मतलब𝑖̂ 𝑗̂ के ऊपर परपेंडिकुलर है 𝑗̂ 𝑘̂के ऊपर परपेंडिकुलर है और फिर𝑘̂ 𝑖̂ के ऊपर परपेंडिकुलर है तो वह आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैंअब हम समीकरण को लिखने में सक्षम है मान लीजिएयह हमारी स्टार समीकरण है विश्लेषणात्मक तरीके से

और यह 3 अदिश समीकरण के बराबर है जोकि कुछ इस तरह 𝑥 𝑥𝑡 𝑦 𝑦𝑡 और 𝑧 𝑧𝑡 यह वह समीकरण है जहां से हमने मूल रूप से शुरू किया था तो यह अंतरिक्ष में वर्क पर एक अदिश समीकरण है अब अंतरिक्ष में वर्क के हर बिंदु पर हम एक सदिश को जोड़ रहे हैं मान लीजिए P कोई भी मन माना बिंदु है तो फिर मूल से हम एक OP को जोड़ रहे हैं और यह 𝑟⃗ द्वारा दर्शाया जाता है 𝑟⃗ बिंदु P का वर्क पर एक स्थान सदिश है और मूल रूप से 𝑟⃗ 𝑖̂𝑗̂ 𝑘̂ 𝑟⃗की सहायता से 𝑟⃗ 𝑥𝑖̂ 𝑦𝑗̂ 𝑧𝑘̂ कुछ ऐसा लिखा जा सकता है परंतु x y और z t के फंक्शन है तो हम लिख सकते हैं 𝑟⃗ 𝑥𝑡𝑖̂ 𝑦𝑡𝑗̂ 𝑧𝑡𝑘̂ और यह एक तरीका है वर्क को सदिश के तरीके से लिखने का और वह वर्क असल में अंतरिक्ष में एक वर्क है तो सिर्फ 𝑟⃗f को इस्तेमाल करते हुए जहां पर f के 3 अवयव 𝑥𝑡 𝑦𝑡 𝑧𝑡 है अदिश रिप्रेजेंटेशन को रूपांतरित कर रहे हैं हम कह सकते हैं कि हम एक वैकल्पिक रास्ता ढूंढ रहे हैं अदिश रिप्रेजेंटेशन को सदिश रूप में लिखने का तोमूल रूप से 𝑥 𝑥𝑡 𝑦 𝑦𝑡 और 𝑧 𝑧𝑡 लिखने के बजाय हम सिर्फ 𝑟⃗𝑡 𝑥𝑡𝑖̂ 𝑦𝑡𝑗̂ 𝑧𝑡𝑘̂ लिख रहे हैं और वह सदिश रिप्रेजेंटेशन 𝑟⃗ अदिश समीकरण अभिव्यक्ति के बराबर है तो वह अदिश समीकरण और वह सदिश समीकरण दोनों एक ही चीज है यह सिर्फ एक वैकल्पिक रास्ता है अंतरिक्ष में वर्क को लिखने का और इस पर आधारित अब हमें बहुत से धारणाओं को प्रस्तुत करने जा रहे हैं जैसे कि हमारे पास एक अदिश समीकरण 𝑥 𝑥𝑡 𝑦 𝑦𝑡 और 𝑧 𝑧𝑡 है जैसे कि यह अंतरिक्ष में एक वर्क है तो हम अंतरिक्ष में स्पर्श और नॉर्मल की बात कर सकते हैं उसी प्रकार से इस सदिश रिप्रेजेंटेशन के लिए तो जिस तरह से हमने यह सदिश रिप्रेजेंटेशन किया है वह कुछ इस प्रकार है 𝑥𝑡𝑖̂ 𝑦𝑡𝑗̂ 𝑧𝑡𝑘̂ हम अभी भी स्पर्श नॉरमल और कुछ इसी तरह की चीजों के बारे में बात कर सकते हैं हम देख सकते हैं कि वह चीजें क्या है तो यह पूरी तरह से अलग नहीं है यह बिल्कुल उसी प्रकार की चीज है यह वही मार्ग है जिसमें हम इसको सदिश की सहायता से व्यक्त कर रहे हैं यह थोड़ा सा अलग है परंतु यह हमें बहुत ही सुविधाजनक होगा जब हमें अंतरिक्ष में किसी वर्क को उसकी अदिश स्वरूप के बजाय सदिश रूप में लिखना हो और हम समय के साथ साथ हम इसके फ़ायदों को भी जान जाएंगे और अब जैसे कि मैं कह रही था कि हम स्पर्श और नॉर्मल की व्याख्या कर सकते हैं तो हम स्पर्श की व्याख्या से शुरू करेंगे कि कैसे हम दिए गए सदिश रूप में अंतरिक्ष में वर्क के स्पर्श की व्याख्या कर सकते हैं तोआइए हम वर्क के एक बिंदु P पर स्पर्श से शुरू करते है तोहम उसी चित्र का उल्लेख करेंगे और जब Q P की तरफ जाता है मतलब वर्क के स्पर्श की दिशा में तो इसकी औपचारिक व्याख्या कुछ इस प्रकार होगी कि वर्क की स्पर्श रेखा PT एक बिंदु P पर सीकैंट PQ का सीमित स्थान है बिंदु P को पड़ोसी Q से जोड़ते हुए जब Q वर्क के साथ साथ P की तरफ जाता है तो यह हमें अपने पिछले विषय से पहले से ही ज्ञात था तो जब स्पर्श की बात कर रहे हो तो यह और कुछ नहीं परंतु एक सीमित स्थान है तो इसका मतलबजब Q P की तरफ जाता है यह असल में स्पर्श की दिशा की ओर जाता है यहां यह असल में ना सिर्फ स्पर्श की दिशा में जाता है बल्कि यह पूर्णतया एक स्पर्श ही है तोजब Q P को पहुँचता है फिर यह ना सिर्फ वर्क से गुजरता है बल्कि यह असल में स्पर्श ही होगा और जब Q P की तरह जा रहा होगा तब यह असल में वर्क को छू कर गुजार रहा होगा तो यह मूल रूप से एक सीमित पहुंच है या सीमित मामला है तोइसका मतलबएक सदिश की भाषा में हम स्पर्श की व्याख्या कैसे कर सकते हैं तोसबसे पहले हम देखेंगे के हम स्पर्श की व्याख्या कैसे कर सकते हैं तो स्पर्श की सदिश की भाषा में व्याख्या करने के लिए हम दो बिंदु लेंगे P और Q जो हमने पहले से ही कर रखा है तो बिंदु P और Q मूल रूप से xyz और 𝑥 𝛿𝑥 𝑦 𝛿𝑦 𝑧 𝛿𝑧 हैं तो यह सदिश 𝑟⃗ के लिए और यह सदिश𝑟⃗ 𝛿𝑟⃗ के लिए

तो इस तरह से हम समीकरण दे रहे हैं और बिंदु Q के लिए𝑟⃗ 𝛿𝑟⃗ बिंदु P का दिए गए समय 𝑡 𝛿𝑡 पर स्थान है तो समय t पर यह आसान भाषा में 𝑥 𝑦 𝑧 है और समय 𝑡 𝛿𝑡 पर यह अब 𝑥 𝛿𝑥 𝑦 𝛿𝑦 𝑧 𝛿𝑧 है तो यह बिंदु Q है और फंक्शन f की भाषा में मैं इसे कुछ इस तरह से लिख सकता हूं 𝑟⃗ 𝛿𝑟⃗ 𝑓⃗ 𝑡 𝛿𝑡 तोसमय 𝑡 𝛿𝑡 पर बिंदु वर्क के साथ साथ Q की तरफ मुड़ गया है और यह कुछ इस तरह से बताया जाएगा तो हमारी रेखा 𝑃𝑄⃗⃗⃗⃗⃗ 𝑂𝑄⃗⃗⃗⃗⃗⃗ − 𝑂𝑃⃗⃗⃗⃗⃗ 𝑓⃗ 𝑡 𝛿𝑡−𝑓⃗𝑡 और फिर हम इसे 𝛿𝑡 से विभाजित कर देंगे

तो अब हमारे पास यह चीज होगी अब यह चीज P से Q तक और कुछ नहीं केवल 𝛿𝑟⃗ है तोP से Q और कुछ नहीं केवल 𝛿𝑟⃗ है

तो यह और कुछ नहीं परंतु हमारा 𝑑𝑟⃗ 𝑑𝑡 𝑓′𝑡 है तो हमें डिफरेंसेशन से यह पहले ही पता है तो यह सदिश फंक्शन f का डेरिवेटिव है तो इसका मतलब d𝑟⃗dt या 𝑓 ′ 𝑡 स्पर्श PT के समानांतर है वर्क 𝑟⃗ 𝑓⃗𝑡 के दाएं और बिंदु P पर जहां पर t एक पैरामीटर है तो 𝑅⃗ को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 𝑅⃗ − 𝑟⃗ 𝜆 𝑑𝑟⃗ 𝑑𝑡 तो यह समीकरण एक स्पर्श रेखा PT के समीकरण को दर्शाती है जहां पर 𝜆 एक मन माना स्थाई है𝑟⃗ P का एक स्थान सदिश है और 𝑅⃗ स्पर्श रेखा के किसी भी बिंदु पर एक स्थान सदिश है तो इसका मतलब इस समीकरण में हमने दर्शाया है कि 𝑑𝑟⃗ 𝑑𝑡 मूल रूप से वर्क 𝑟⃗ 𝑓⃗𝑡 की स्पर्श PT के समानांतर है तो इसका मतलब किसी भी बिंदु का दिशा सदिश स्पर्श तल पर या स्पर्श रेखा पर 𝑅⃗ द्वारा दर्शाया जाता है और यह मूल रूप से 𝑟⃗ 𝜆 𝑑𝑟⃗ 𝑑𝑡 है तो इसका मतलब हम स्पर्श रेखा का समीकरण 𝑅⃗ − 𝑟⃗ 𝜆 𝑑𝑟⃗ 𝑑𝑡 कुछ इस तरह से लिख सकते है तोयह मूल रूप से कह रहा है कि स्पर्श d𝑟⃗dt के समानांतर होती है और यह 𝑅⃗ और 𝑟⃗ मूल रूप से और कुछ नहीं परंतु बिंदु P के एक दिशा सदिश है और वह स्पर्श तल के किसी भी बिंदु पर दिशा सदिश है और d𝑟⃗dt मूल रूप से सदिश फंक्शन 𝑟⃗ का डेरिवेटिव है t और 𝜆 के संदर्भ से जोकि स्थाई है तो इस प्रकार से हम दी गई वर्क 𝑟⃗ 𝑓⃗𝑡 के लिए एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा का समीकरण दे सकते हैं तो आज के लिए मैं यहीं पर समाप्त करती हूं अब अगली कक्षा में हम कुछ और उदाहरण पर काम करेंगे कि कैसे हम स्पर्श रेखा को ज्ञात कर सकते हैं जैसे कि पिछले खंड में हम समतल सतह पर स्पर्श रेखा को ज्ञात करना सीख चुके हैं तो शायद हम एक और उदाहरण करेंगे और फिर हम सदिश फंक्शन के नॉर्मल और बायनॉर्मल की धारणा को प्रस्तुत करेंगे और फिर हम सेरिट फ्रेंनेट सूत्र को निकालेंगे तोआपके ध्यान के लिए धन्यवाद और मैं अब अगली कक्षा में आपसे मिलूंगी